Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture 53 लेक्चर 53 Magnetic Circuits Contd मेग्नेटिक सर्किट कॉन्टिनुइड तो अगला रिफ्लेक्टेड इम्पिड़ेंस को म्यूच्यूअली रूप से आपके कपल्ड कॉइल तक देखेंगे और उसके बाद नयूमेरिकल को देखेंगे रिफर स्लाइड टाइम 0027 तो इस केस में इस केस में यहाँ दो कॉइल हैं डॉट कन्वेंशन दिया गया हैं उनके म्यूच्यूअल इंडकटेंस M और यह एक लोड इम्पिड़ेंस ZL है यह प्राइमरी कॉइल है यह एक सेकेंडरी कॉइल है रेजिस्टेंस R1 है यहाँ रेजिस्टेंस R2 है यहाँ इंडकटेंस L1 का अर्थ है रिअक्टेंस j L1 है यहाँ यह j L2 और म्यूच्यूअल इंडकटेंस है यह वोल्टेज सोर्स है यह सर्किट वास्तव में क्लोज है और करंट i1 और i2 लिया जाता है रिफर स्लाइड टाइम 0107 तो उस स्थिति में यदि देखें कि यदि इस कॉइल में करंट इंटर कर रहा है डॉट i1 करंट यह i1 करंट है तो जैसे i1 करंट इस तरह मूव कर रहा है तो यहाँ करंट डॉट में इंटर कर रहा है लेकिन इस केस में i2 करंट वास्तव में डॉट को लीव कर रहा है तो यही कारण है कि हमें पहले साइन देखना होगा तो इसका मतलब है कि म्यूच्यूअल को म्यूच्यूअल इंडकटेंस वोल्टेज जनरेटर की आवश्यकता नहीं है साइन नेगेटिव होगा क्योंकि यहां करंट यहां इंटर कर रहा है उसके आधार पर लीव कर रहा है तो थोड़ा सा और यह ZL इम्पिड़ेंस ZL है उसके आधार पर दिया जाता है यदि पहले इस लूप में KVL लिखें रिफर स्लाइड टाइम 0141 तो यह VR1 j L1 i1 j M i2 होगा यह साइन होगा क्योंकि यहां करंट इंटर कर रहा है और यह अब जा रहा है यह इकवेशन 14 है इस लूप में p जहां हैं वहाँ कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है रिफर स्लाइड टाइम 0215 तो 0R2 j L2ZL क्योंकि यह लोड इम्पिड़ेंस है ZLi2 j Mi1 यह म्यूच्यूअल कपलिंग के कारण यह पार्ट है यह इकवेशन 15 है अब अगर सोल्व करें तो मेरा मतलब है कि i2 इकवेशन 15 से प्राप्त कर रहे हैं j Mi1R2j jL2ZL यह इकवेशन 16 है तो इकवेशन 14 और R15 से हमें V R1मिलता है प्लीज इसे सोल्व करें जिसे मैंने सीधे समय बचाने के लिए लिखा है प्लीज पता करें कि v i1 क्या है R1j L1 मिलेगा कि यह टर्म स्क्वायर M स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 j L2ZL हो जाएगा यह वह समय था जब म्यूच्यूअल नहीं था तो यह उस कॉइल L1 R1 j L1का इम्पिड़ेंस है तो यह वास्तव में हम इसे V i1 कहते हैं इस टोटल को हम इनपुट इम्पिड़ेंस कहते हैं तो यह इनपुट इम्पिड़ेंस है और यह म्यूच्यूअल इंडकटेंस के बिना कॉइल L1 का इम्पिड़ेंस है रिफर स्लाइड टाइम 0309 अब इसलिए यह वाला इनपुट Z Vi1R1j L1 हैं तो देखें कि क्या हम मुख्य रूप से जब म्यूच्यूअल कपलिंग M 0 नहीं है तो ये टर्म नहीं होनी चाहिए यह केवल वही होगा जो कॉइल L1 का इम्पिड़ेंस हैं लेकिन इसके कारण म्यूच्यूअल इंडकटेंस टर्म जोड़ दिया गया है रिफर स्लाइड टाइम 0327 तो यह वास्तव में कॉइल का इम्पिड़ेंस रिफ्लेक्टेड होता है जहां सर्किट की यह चीज स्क्वायर M स्क्वायर है यह एक इकवेशन 18 है यह सिंपल बात है यह सोल्व करना है और इसका पता लगाना है मैंने फाइनल एक्सप्रेशन लिखा है रिफर स्लाइड टाइम 0351 अब अगला EMF इंडयुसड बहुत आसान चीज़ है मान लीजिए कि फ्लक्स साइनुसोइडल है तो टाइम वेरिंग ∅ max sin t हैं तो V N d ∅ d t यदि इसका डेरीवेटिव लें तो N∅ max cos t और 2 pi f मिलेगा तो v2 pi f N∅ max cost हैं और यह एक मैक्सिमम वोल्टेज है तो इसे 1√2 से डिवाइड करें यह 2 pi f N∅ max डिवाइडेड बाय √2 है तो यह अब √2 pi f N∅ max होगा यह 444f N∅ max है यह RMS वोल्टेज एक आसान चीज़ है बस इस बात के लिए मैंने ∅फ्लक्स है ∅∅ maxsin t लिखा है फिर कैसे वोल्टेज इंडयुसड होगा और हम जानते हैं कि vN d ∅ d t कॉइल में N नंबर ऑफ़ टर्न है और ∅ फ्लक्स लिंकेज है तो यह वोल्टेज 444 f N∅max की RMS वैल्यू है क्योंकि यह टर्म डिवाइडेड बाय √2 है तो इसे रीवाइवड किया जाएगा तो 2√2 √√2होगा रिफर स्लाइड टाइम 0503 अगला नुमेरिकल लेंगे नुमेरिकल आसान हैं केवल एक चीज एक्साम्पल के लिए कैलकुलेशन सही होनी चाहिए यह एक एक्साम्पल लिया गया है बस मुझे ज़ूम को थोड़ा कम करने दें तो यह प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में पहले प्रॉब्लम को देखें यह वास्तव में दिया गया है कि यह वही है जिसे इस मटेरियल के इस हिस्से पर कॉइल्स कहते हैं और नंबर ऑफ़ टर्नस N1 500 है और यहाँ भी N2 N21000 टर्नस है और सभी टाइम मीन पाथ पर कंसीडर करना होगा क्योंकि यह मटेरियल 1600 के लिए दी गई है और यह पता लगाना है कि L1L2√M21 प्रत्येक कॉइल 1 एम्पीयर करंट से एक्साइटेड है और प्रत्येक कॉइल 1 एम्पीयर से एक्साइटेड है इसके लिए केवल करंट कंसीडर किया जाएगा और मीन लेंग्थ कैसे लें डायमेंशन दी गई हैं यह हाइट यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर दिया गया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 सेंटीमीटर दिया गया है और यहां थिकनेस 1 सेंटीमीटर है तो मीन पाथ से लेते हैं तो यह वास्तव में 05 सेंटीमीटर इस तरफ भी 05 सेंटीमीटर है यह भी यहां से यहां 3 सेंटीमीटर दिया गया है यहां से यहां 6 सेंटीमीटर यह दिया गया है और साइड वास्तव में वह है जो प्रत्येक साइड 33 सेंटीमीटर है अतः प्रत्येक साइड 3 सेंटीमीटर है तो और यह 3 नहीं 32 सेंटीमीटर प्रत्येक यह 2 सेंटीमीटर है यह 2 सेंटीमीटर है तो मीन पाथ इस तरफ होगा यह यहाँ से यहाँ होगा यह यहाँ होगा यह 1 सेंटीमीटर है ध्यान से देखें सब कुछ मार्क है और यहाँ भी यह 2 सेंटीमीटर है तो यह मीन पाथ लेगे तो यहाँ से यहाँ तक यह गैप 1 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 1सेंटीमीटर हैं तो हमें यह पता लगाना होगा कि किस के लिए तीन अलग अलग पाथ तीन अलग अलग पाथ हैं और यह यहां से है एक यहाँ से यहाँ तक दूसरा यहाँ यह लिंब है और दूसरा यह लिंब है तो तीन पाथ हैं दोनों में से हम यह कहते हैं कि कौन सी कॉइल 1 एम्पीयर करंट से एक्साइटेड है पहले हम इस बारे में जानने के लिए केवल i11 एम्पीयर को कंसीडर करते हैं यहाँ टर्नस 500 है और यहाँ टर्नस है यह R1000 टर्नस है देखें कि चीजें कैसी हैं और यहां इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का मीन पाथ 05 सेंटीमीटर मार्क है तो सब कुछ मार्क है मुझे इसे क्लियर करने दें यदि डायग्राम को देखें तो सब कुछ मार्क है बस ध्यान से देखें कि हमने इसे कैसे किया है इसलिए पता लगाना होगा रिफर स्लाइड टाइम 0753 तो यह पता लगाना होगा कि यह फिगर 18 L1L2M12M21 है प्रत्येक कॉइल 1 एम्पीयर करंट से एक्साइटेड है पहले यह देखेंगे कि कॉइल L1 1 एम्पीयर करंट से एक्साइटेड है तो अब अगर देखते हैं कि वह कौन सी है जिसे हम रिअक्टेंस LAmu जानते हैं तो हम जानते हैं कि LA µ0 µr एम्पीयर टर्नस है तो इस मटेरियल के लिए कभी भी 1600 दिया जाता है वही मटेरियल 1600 और हम जानते हैं कि ∅F m R जैसे V RI को फाइंड करेंगे उसी प्रकार से ∅F m R वेबर का पता चलेगा अब हमारे पास तीन अलग अलग पाथ हैं रिफर स्लाइड टाइम 0833 तो L1 अगर देखें कि यह वास्तव में मीन पाथ है यह वास्तव में 6 है यह 6 है और यह साइड 1 है और यह साइड 1 है इसी तरह यह साइड और यह साइड समान है यह साइड और यह साइड समान है और यह साइड 41 है यहाँ से यहाँ क्या करना है यह 1 है यहाँ 1 प्राप्त करें इस तरफ यह वहाँ 4 है इसे यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं यह 6 है और यहाँ यह 1यहाँ 1 है तो 62R2 तोअगर देखो यह अगर देखो सॉरी L161052 इस साइड का वास्तव में यह 6 है यह साइड 1 है यह साइड वास्तव में 05 है यह गैप वास्तव में 05 है रिफर स्लाइड टाइम 0917 तो और वही दूसरा साइड भी है यह 61052 है यहाँ टोटल 11 नहीं है यह 05 मीन पाथ है तोबस इसे देखें तो यह वास्तव में 242 है जहां इस तरफ इस तरफ यह 4 है और यह साइड किस साइड के लिए है यह 1 है और यह भी 1 तो 42 है तो यह साइड वास्तव में 42 है तो यह वास्तव में 4221 सेंटीमीटर है जो 021 मीटर है इसी तरह अगर L2 के लिए आते हैं तो इसे 31 प्राइम 5242 दिया जाता है यानी यह यहाँ 3 है यह साइड 1 हैं देखो कि मैं प्लेन 31 के बजाय पॉइंटर द्वारा मार्क कर रहा हूं यह साइड 05 है तो 3105 यह साइड भी 3 105 मल्टीपलाइड बाय 2 फिर 4 यह साइड 1 है क्योंकि यहाँ यह मार्क 1है रिफर स्लाइड टाइम 1023 तो यह साइड 1 है यह साइड 1 है मेरा मतलब है कि सुनिए यह 1 लिखा हुआ है तो यहाँ भी वही है जो L1 सेंटीमीटर है तो यह साइड भी 1 सेंटीमीटर है तो 411 एकसमान यह एक समान है तो कहीं भी यह L2 यह 15 सेंटीमीटर 015 मीटर है अब L3 मिडिल सेन्टर लिंब है L3 यह 42 है साइड 1 है यह साइड 1 है यह हाइट है और यह R1 यह R1 R2 R3R1 यहाँ R2 यहाँ यह तीन अलग अलग पार्ट की रिलकटेंस है रिफर स्लाइड टाइम 1100 तो अब L3सिर्फ 426 सेंटीमीटर 006 मीटर और A प्रत्येक साइड्स 2 सेंटीमीटर तो 2t 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि 410 की पॉवर 4 मीटर स्क्वायर के लिए है रिफर स्लाइड टाइम 1114 इसलिए पाथ 1 R1L1Aµ0µrµr के लिए रिलकटेंस दिया गया हैं और A को भी जाना जाता है तो क्या सुब्स्टीट्यट मिलेगा यह R126000 की वैल्यू 26000 नहीं है यह वही है जो L2611135785 एम्पीयर टर्नस पर वेबर है रिफर स्लाइड टाइम 1135 इसी तरह R2 के लिए यदि पाथ 2 के लिए रिअक्टेंस को कैलकुलेट करना है तो यह पाथ 1 के लिए है इसका मतलब है यह पाथ जो इस पाथ का रिअक्टेंस है इस पाथ के लिए इसे इस तरह मार्क किया गया है रिफर स्लाइड टाइम 1147 यह इस पाथ के लिए रिअक्टेंस प्राप्त कर रहा है यह एक और रिअक्टेंस है यह एक और रिलक्टेंस है यह R1 के लिए है यह R2 है और यह R33 अलग अलग पाथ सेंट्रली और अन्य दो साइड है तो यहाँ इसी तरह R2 कैलकुलेट L2 Aµ0µr के लिए सभी कंप्यूटर विकल्प के लिए 1865097 एम्पीयर टर्न पर वेबर मिलेंगे इसी तरह R3 के लिए 14920776 एम्पीयर टर्न पर वेबर मिलेंगे रिफर स्लाइड टाइम 1220 और हम जानते हैं कि उस कॉइल L1 के लिए m1F 1 एम्पीयर करंट से एक्साइटेड है और यह 500 है हम कॉइल i2 सिर्फ 1 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं रिफर स्लाइड टाइम 1243 तो f m1500 एम्पीयर अब यह दिखेगा कि यह एक डीसी सर्किट की तरह सर्किट है एक्साम्पल के लिए यह फ्लक्स की डायरेक्शन है यह फ्लक्स की डायरेक्शन है क्योंकि व्रैप कॉइल को करंट की डायरेक्शन में ग्रैब करता है थंब फ्लक्स की डायरेक्शन है तो यह फ्लक्स की डायरेक्शन है टोटल फ्लक्स कहें तो यदि यह ∅1∅ पाथ यहां जा रहा है और पाथ डीसी सर्किट की तरह जा रहा है और यह फ्लक्स फ्लो कर रहा है और फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरह है इसका मतलब है कि यह होगा और यह होगा और वह F m होगा यह फ्लक्स की डायरेक्शन होगी और फ्लक्स से जहां करंट वास्तव में बाहर आ रहा है तो फ्लक्स इस तरह से बाहर आ रहा है यह इलेक्ट्रिक सर्किट के एनालगी के समान है तो यदि यह है इसलिए जब सर्किट को देखें तो चीजें बहुत सिंपल हैं एक बार कैलकुलेट करने के बाद देखें कि यह ∅1 है यह ∅2 है और यह ∅3है की यह फ्लक्स है और यह फ्लक्स डिवाइडेड 2 है यह 2 पैरेलल पाथ हैं तो इस पर F m1 यह है साइन मैंने कहा था मैं ग्राफ़ लेता हूँ कंडक्टर को करंट की डायरेक्शन में ग्रैब करते हैं थंब फ्लक्स की डायरेक्शन होगी तो एकॉडिंगली पोलारिटी चूस कर सकते हैं यह पोलारिटी है यह है इस तरह से लें और रेजिस्टेंस के समान ही इस चीज़ के पैरेलल सीरीज को कैलकुलेट करें रिफर स्लाइड टाइम 1359 तो यह रिअक्टेंस है तो समान रूप से R1 होगा यह दोनों पैरेलल में हैं R2R3R2R3 इसके साथ कम्पलीट सर्किट का रिलक्टेंस प्राप्त होगा यह एम्पीयर टर्नस पर वेबर है इसलिए ∅1 जो कि करंट i1 है m1 रिलक्टेंस मिल जाएगा तो ∅f m f m 500 एम्पीयर टर्नस जिनकी कैलकुलेशन यहाँ की गई है यह 500 एम्पीयर टर्नस है तो यह फिगर जो 1453 मिली वेबर प्राप्त कर रहे है यह ∅1 है अब जिस तरह से हम करंट डिवीज़न करते हैं उसी तरह ∅2 वास्तव में ∅21∅2 यह एक है यह ∅21 लिख सकते है यह टोटल फ्लक्स R3R3R2 है करंट डिवीज़न डायोड और यहाँ भी फ्लक्स डिवीजन है तो यह 0646 मिली वेबर होगा बहुत सिंपल है इसे केवल थोड़ा समझना होगा कुछ भी नहीं है सर्किट डायग्राम को देखते हुए कुछ भी नहीं है बस फ्लक्स की डायरेक्शन देखें एम्पीयर टर्न देखें और सभी को कैलकुलेट करें रिलक्टेंस वैल्यू डायमेंशन को सही ढंग से माने और फिर सही आंसरप्राप्त करेंगे जो वास्तव में कुछ भी नहीं है रिफर स्लाइड टाइम 1515 तो इसे अब ∅21 कहते हैं हम जानते हैं कि पहले मैंने बताया था कि LI N∅ यह रिलेशन आवश्यक है तो वही रिलेशन हम L1N1∅1i1 का उपयोग कर रहे हैं तो N1 500 हैं∅1 को 1453 मिली वेबर मिलेगा और करंट i1 वास्तव में यह डायग्राम में i1 स्माल i1 दिखा रहा है यह वास्तव में 1 एम्पीयर है कैपिटल नहीं हैं करेक्शन हैं तो यह 07265 हेनरी होगा जो कि L1 और M21N2∅21 वह वास्तव में M21N2∅21 है क्योंकि दूसरे कॉइल में कोई करंट i2 0 नहीं है इसलिए हम M21 डिवाइडेड बाय i1का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं यह स्माल i1 होगा यह वास्तव में 1 एम्पीयर है तो दूसरी कॉइल में N2 1000 एम्पीयर है और ∅2 1 0646 मिली वेबर डिवाइडेड बाय 1 एम्पीयर है तो यह मिली हेनरी हैं तो 0646 मिली हेनरी हैं तो यह बहुत सिंपल है रिफर स्लाइड टाइम 1615 तो इसी तरह इस एक L2 एक्स्सिटिंग कॉइल L2i21 एम्पीयर को कैलकुलेट करें और i10 लें यह प्लीज इसे स्वयं करें आंसर नहीं दिए गए हैं रिफर स्लाइड टाइम 1629 एक्साम्पल 2 जब दोनों कॉइलस 1 एम्पीयर करंट से एक्साइटेड होती हैं ∅3 निर्धारित करें तो क्वेश्चन यह है कि उस स्थिति में दोनों कॉइल एक्साइटेड हैं यहाँ देखें यहाँ वास्तव में है अगर देखो कि यहाँ यह है लेकिन यहाँ यह है लेकिन 1 एम्पीयर करंट से दोनों कॉइल एक्साइटेड हैं तो यह 5 एम्पीयर टर्न है यह 10001 है तो 1000 एम्पियर टर्न यह R1R2R3 है इस तरह से ∅1∅2∅3 को कंप्यूट करना है फिर इसे देखें यह है यह इस तरह है प्लीज उस डायग्राम पर आएं जब दोनों कॉइल एक्साइटेड हों रिफर स्लाइड टाइम 1711 जब उस स्थिति में दोनों कॉइल एक्साइटेड होती हैं तो यह करंट की डायरेक्शन है यह करंट हैण्ड ग्राफ है जो कंडक्टर की डायरेक्शन में करंट i2 की डायरेक्शन में कॉल करता है इसे इस तरह से ग्राफ करें तो थंब को नीचे की ओर ले जाते हुए मेरा मतलब है कि यह फ्लक्स लाइन है तो यह फ्लक्स ∅2 है तो जैसा कि यह नीचे की ओर है इसका मतलब है कि यह है और यह है जैसे कि जिस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए करंट निकलता है वह भी फ्लक्स डायरेक्शन है इसलिए यह यह है इसीलिए डायग्राम में यही कारण है कि इस डायग्राम में मैंने जो कुछ दिया है वह सब कुछ लिया गया है तो ये हैं आंसर ∅1∅2∅3 यह एक आंसर प्लीज सभी रिलक्टेंट्स को कंप्यूट करें तो प्लीज इसे सोल्व करें क्योंकि इसके लिए सेल्फ आंसर दिए गए हैं रिफर स्लाइड टाइम 1800 अब एक्सापल 3 यह भी एक है जहां 11 लिंब है यह 17 सेंटीमीटर है यह 2 मिलीमीटर है यह गैप 2 मिलीमीटर है और 1 सिक्का है इस तरह दोनों कॉइल इस तरफ 1000 टर्नस हैं 1000 टर्नस यहाँ से यहाँ तक की लेंग्थ 10 सेंटीमीटर दी गई है तो मीन लेंग्थ देखने के लिए किस को कॉल करना है तो यह यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है और यह साइड 3 सेंटीमीटर यह साइड 3 सेंटीमीटर का अर्थ है इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर की तरफ का मतलब यह मीन लेंग्थ है इसका मतलब है यह वास्तव में यह पार्ट है वास्तव में 15 यह भी 15 है तो 10 15 हैं तो 85 यह मीन लेंग्थ है यानी मीन हाइट 85 और यह 20 है लेकिन यहां देखें कि हम इसे R3 3 सेंटीमीटर साइड कहते हैं यह यहां लिखा गया है इस साइड के साथ 3 सेंटीमीटर साइड 15 साइड भी 15 इसका मतलब है कि मीन लेंग्थ यहां से यहां तक 20 15 15 17 सेंटीमीटर होगी और यह पहले से ही मीन लेंग्थ दी गई है कॉल करें हमें फ्रैक्शन का पता लगाना होगा रिफर स्लाइड टाइम 1945 तो अगर इसे देखें और देखें यह है कि तीन पाथ हैं जब L B फिर L C और यह L A है यह पॉइंटर को देखो यह LA है गैप LC है और यहां यह पाथ LB है यह मार्क बिट A है और यह गैप यहां मार्क C है पॉइंटर को देखें इसलिए इस मटेरियल के लिए हमारे A को 1000 दिया गया है और इस मटेरियल के लिए μr 1200 है तो A3 सेंटीमीटर की तरफ यह 9 10 टू डा पावर 4 मीटर स्क्वायर के लिए है L A17 मीटर सेंटीमीटर यानी 017 मीटर हैं यह मैंने बताया LB1785 इस तरफ भी 85 हैं तो 178585 सेंटीमीटर 034 मीटर तो रिलक्टेंस फार्मूला L A Aµ0µr A हैं तो यह वैल्यू इसी तरह प्राप्त करेगे R B L B Aµ0µR B सभी वैल्यूस को सबसटीटयूट करते है µ0 4 pi 10 टू डा पावर 7हम जानते है सभी वैल्यू को सब्स्टीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी और RC को 2 LC aµ0 मिलेगा यानी जो मिलेगा वह 2 मिलीमीटर होगा तो 0002 मीटर डिवाइडेड बाय यह वाला हैं तो यह चीज़ मिलेगी तो R C2 को इस तरफ 1 गैप क्यों लिया जाता है इस तरफ को भी 1 गैप इसीलिए इसे मल्टीप्लाईड बाय 2किया जाता है यह 2मिलीमीटर गैप है यहाँ भी 2 मिलीमीटर गैप हैं तो इसीलिए 2 LC है तो यह वह है जो इतनी वैल्यू आ रही है तो टोटल mmf कॉइल 10001 एम्पीयर करंट से एक्साइटेड होगा तो यह साइडर क्या L1000 टर्नस यह 1000 टर्नस और 1 एम्पीयर करंट से एक्साइटेड है रिफर स्लाइड टाइम 2123 तो इस मामले में यह R2000 एम्पीयर टर्नस है तो ∅m m f रिलक्टेंसयह टोटल रिलक्टेंस मिल जाएगा तो ∅m m f रिलक्टेंस वेबर और फ्लक्स डेंसिटी B∅ A का इतना पार्ट हैं तो यह ∅ क्रॉस सेक्शनल एरिया 910 टू डा पावर 4 मीटर स्क्वायर के लिए है तो यह 0564 वेबर पर मीटर स्क्वायर है कुछ अच्छी किताब लें और देखें कि वे इसे सोल्व कर रहे हैं रिफर स्लाइड टाइम 2153 इसी तरह यह मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा यह मैं इसे एक सर्किट पर छोड़ देता हूं जो दिखाया गया है कि यहां कॉइल है जिसमें N नंबर ऑफ़ टर्नस है N1 नंबर ऑफ़ टर्नस N2 नंबर ऑफ़ टर्नस म्यूच्यूअल डॉट कुछ भी नहीं दिखाया गया है मुझे कुछ सहायता मिली है और यह सब मेरे द्वारा लिखे गए दो इकवेशन के बराबर है तो चेक करे कि यह सही है या नहीं यह सब कुछ सही है लेकिन चेक करे यह दिया गया है इसे देखें कभी कभी कन्फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए यह इस तरह का इलेक्ट्रिकल है इस तरह का सर्किट ध्यान से देखें कि यह कैसे कनेक्टेड है और यह एकॉडिंगली करेंगे रिफर स्लाइड टाइम 2225 अब एक्साम्पल 5 यहाँ यह प्रॉब्लम मैंने एक बुक से ली है तो यह प्रॉब्लम मेरा मतलब है कि देखना होगा कि चीजें कैसी हैं तो इन सभी चीजों को वास्तव में करंट की इस डायरेक्शन को उस बुक में मार्क नहीं किया गया था जिसे मैंने इसे बनाया है और यह कहता है कि यह 5Ω है और सेल्फ एरिया रिअक्टेंस भी 5Ω है और यहां भी 5Ω यहां भी रिअक्टेंस 5Ω म्यूच्यूअल रिअक्टेंस j 2Ω है यह दिया गया है और यहां वोल्टेज 10 एंगल 0 डिग्री दिया गया है यहां यह 10 एंगल 90 डिग्री वोल्ट दिया गया है 12 यह एक कैपेसिटर नहीं है क्या कैपेसिटर रिअक्टेंस है j 10Ω कैपेसिटर में वोल्टेज का पता लगाना है कि V c कितना है मान लीजिए कि कंप्यूट करना है और इस तरह से मैंने उस लूप को ले लिया है जिस तरह से मैंने इसे लिया है वह एक i1 है और यह एक i2 है जैसे लिया गया है तो अगर इस तरह ले लो तो i1i2 इसके माध्यम से फ्लो हो रहा है क्योंकि इस तरह से लिया है तो अगर अब यह वास्तव में डॉट्स और अन्य चीजे मेंशन नहीं है तो यहां डॉट कन्वेंशन लिया गया है तो करंट यहां इंटर कर रहा है डॉट्स लिया गया है और इस मामले में एक और डॉट लिया जाता है यहां एक और डॉट लिया जाता है कहें कि करंट लीव कर रहा है और यहां यह लिया जाता है हमारे द्वारा लिए गए 2 डॉट्स में करंट इंटर कर रहा है तो यह डॉटेड चीज़ ली जाती है तो इस तरह से मेरा मतलब यह है इसका मतलब है i1i2करंट डॉट में इंटर कर रहा है और यह i2करंट वास्तव में यह करंट i2 है जिसे हमने इस तरह लिया है तो यह वास्तव में i2 है इसे इस तरह लिया जाता है मान लीजिए कि यह डॉट लीव कर रहा है रिफर स्लाइड टाइम 2421 तो अगर ऐसा है तो फ्लक्स डायरेक्शन को देखें अब इस वाइंडिंग के लिए इस वाइंडिंग के लिए फ्लक्स की डायरेक्शन में i1i2 इंटर कर रहा है इसलिए यह फ्लक्स की डायरेक्शन है कि अगर वहां रखा जाए तो यह वास्तव में इस तरह से जा रहा है यह 1 है और इस मामले में अब इस मामले में क्या हो रहा है कि करंट डॉट को लीव कर रहा है क्योंकि करंट डॉट को लीव कर रहा है करंट की डायरेक्शन में अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड हैंड साइड पर व्रैप करता हूं अगर मैं कॉइल को इस तरह व्रैप या ग्रैब करता हूं तो फ्लक्स ऊपर की ओर है इसलिए ∅2 ऊपर की ओर है तो ∅1 इस तरह से तो ∅2 इस तरह से है एक दूसरे का अपोसिंग नहीं करना है इसका मतलब है कि जब इकवेशन लिखते हैं तो यह डॉट में इंटर कर रहा है यह डॉट को लीव कर रहा है कि म्यूच्यूअल चीज नेगेटिव साइन होगी रिफर स्लाइड टाइम 2507 इसलिए यदि इकवेशन लिखें तो देखिए इसमें समय लगता है तो यह एकुईवेलेंट सर्किट है यह 10 वोल्ट यह बात 5Ω j 5Ω यह म्यूच्यूअल इंडकटेंस यह एक कॉइल में डॉट में इंटर कर रहा है और दूसरा डॉट लीव कर रहा है और यह 5Ω है अब इसे सोल्व कर सकते हैं इस बात को डाल सकते हैं क्योंकि 2 कॉइल हैं तो रिपीटेशन होगा ऐसा नहीं है तो लेकिन सवाल यह है कि KVL को पहले इकवेशन में रखा जाए यह 5 j 5i1i2 होगा क्योंकि यहाँ यह i2 है और यह i1 है तो इससे फ्लो होने वाला करंट वास्तव में उस पॉइंटर को देखें जो i1i2 है तो 5 j 5i1i2 अब म्यूच्यूअल बाद में आएगा यह j 10 रिअक्टेंस i1है क्योंकि इस लूप में करंट है तो यह j 10 j 10i1 है तो करंट कोन से डॉट में इंटर कर रहा है और i1i2 डॉट में इंटर करने से डॉट i2 निकल रहा है तो यह इस लूप के लिए j 2i2 होगा क्योंकि इस कॉइल में i2 के कारण वोल्टेज इंडयुसड होता है यह j 2i2 होगा जो 10 एंगल 0 है तो यह वोल्टेज 10 मौजूद है यह एक इकवेशन है इसी तरह दूसरे के लिए जब अप्लाई होता है तो अब क्या कॉल करें यह दूसरा है जिसे कॉल करें यह दूसरा लूप है और इस तरह कवर कर रहे हैं तो उस स्थिति में दोनों कॉइल कहते हैं कि यह करंट ri1i2 इसमें से फ्लो हो रहा है और i2इससे फ्लो हो रहा है तो देखें कि चीजें कैसी हैं यह 5 j 5i1i2 होगी तो अगर यहां आएगा तो यह 5 j 5i2 होगा यह वोल्टेज बाद में आएगा अब हम म्यूच्यूअल इंडकटेंस को कंसीडर करते हैं अब यह इस कॉइल में होगा i1i2 के कारण वोल्टेज इंडयुसड किया जाएगा लेकिन यह डॉट को छोड़कर डॉट में इंटर कर रहा है तो इस पर साइन करें j 2 म्यूच्यूअल रिअक्टेंस j 2 j 2i1i2 है अब अगला वोल्टेज इंडयुसड होता है यहाँ करंट के कारण इस कॉइल में कौन सी i2 होगी होगा j 2 एरो को यहाँ देखें यह ऊपर की ओर है मैंने इसे क्या कॉल किया है j 2i2 यहाँ यह है फिर j 2i2फिर 1090 डिग्री एंगल 90 डिग्री 10 एंगल 0 डिग्री हैं तो यह इकवेशन 2 है यह इकवेशन 1 है i1 और i2के लिए सोल्व करें मुझे आशा है कि मैं इसे समझ गया हूं मुझे आशा है कि मैं इसे समझ गया हूं मेरा मतलब है अगर समझ में आया है अगर इस प्रॉब्लम को समझ लिया है तो बिल्कुल किसी अन्य प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मेग्नेटिक सर्किट को सिर्फ डॉट कन्वेंशन देखना है रिफर स्लाइड टाइम 2801 तो इस केस में यदि इकवेशन 1 और 2 के लिए सोल्व करें तो i11015 एंगल11396 डिग्री एम्पीयर मिलेगा मेरे पास पूरे सलूशन देखें लेकिन यहां मैंने इसे नहीं रखा है इसमें अधिक समय लगेगा यह एक एक्सरसाइज़ है प्लीज इसे करें रिफर स्लाइड टाइम 2821 इसे करने में कुछ समय लगेगा और फिर V c होगा यह करंट i1 है यह करंट i1 है इसमें से करंट i1 फ्लो हो रहा है इस V c से फ्लो हो रहा है यह i1 j 10 होगा यही यहाँ लिखा है यह i1 j 10 है तो यह i1 है 11396 डिग्री और j 10 का अर्थ है यह R1015 1139610 एंगल 90 डिग्री है रिफर स्लाइड टाइम 2857 तो 9011396 तो यह R1015 एंगल 2396 डिग्री वोल्ट होगा यह यही आंसर है अब यह एक जब 3 डॉट 3 डॉट हैं तो मैं एक्साम के उद्देश्य के लिए एक बात बताता हूं 3 डॉट थोड़ा सा समय की कंसम्पशन के कारण हैवी हैं तो सवाल यह है कि लेकिन यह 3 डॉट हैं यह सभी इकवेशन मैंने लिखा है प्लीज इसे लिखें मैं इसे समझा नहीं रहा हूं अब सब सही हैं इससे मेरा समय बचेगा रिफर स्लाइड टाइम 2927 तो देखिये कैसे कम से कम यह जानेंगे कि मैंने यह कैसे लिखा है यह सभी म्यूच्यूअल बातें दी गई हैं वह साइक्लिक करंट दिया गया हैं जिस तरह से मैंने लिया है और बस यह सब इकवेशन देखें मैंने सिर्फ सर्किट देखने के लिए लिखा है पहले सर्किट बनाएं फिर इकवेशन देखें कि मैंने कैसे लिखा है और इन सभी चीजों को देखें ये सभी चीजें लिखी गई हैं सब कुछ वास्तव में सही है तो प्लीज पहले खुद लिखें फिर इसे देखें फिर देखें कि क्या लिखा गया है तो कुछ समय बचेगा रिफर स्लाइड टाइम 2947 और फ़्रीक्वेंसी डोमेन में यह पहले d d t बताया गया था यदि j को बदलें तो इकवेशन इस तरह होगी रिफर स्लाइड टाइम' 2959 ये सभी इकवेशन इस तरह होंगे और अंततः इकुईवेलेंट सर्किट इस तरह होंगे तो कृपया इसे स्वयं बनाएं इन सभी इकवेशन को पहले स्वयं लिखें पहले सर्किट बनाएं फिर इसे नीचे रोकें और फिर सर्किट बनाएं तो यह सभी इकवेशन वन बाय वन लिखते हैं और फिर फ़्रीक्वेंसी डोमेन ddt को j ω से रिप्लेस करे और फिर क्या कॉल करेगा तो यह एक बराबर 1 देखें यह या तो एक्सरसाइज है या सब कुछ सामने दिया गया है रिफर स्लाइड टाइम 3031 अगला यह एक और प्रॉब्लम है यह प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है रिस्पेक्टिव सेल्फ इंडकटेन्स के साथ 2 कपल्ड कॉइल L1 005 हेनरी और L202 हेनरी है एक कपलिंग कोफीसिएंट K05 है कॉइल L2 में 1000 टर्नस हैं यदि करंट में कॉइल L1 है i1 को 5 sin 400 t दिया गया है जो कि ω400 है एम्पीयर कॉइल L2 पर वोल्टेज निर्धारित करता है और मैक्सिमम फ्लक्स सेट अप कॉइल L1 है रिफे स्लाइड टाइम 3105 इसलिए सलूशन हम जानते हैं कि K M√ L1L2के ऊपर यानी A या M√ L1L2 K के ऊपर हैं तो M K √L1L2 हैं तो K 05 दिया और L1L2 को 00502√ over02 दिया तो M म्यूच्यूअल इंडकटेन्स 005 हेनरी बन जाएगा अब कॉइल L2 का वोल्टेज दिया गया है हम जानते हैं कि कॉइल L2 M d i1 d t तो M 05 है जहां i1 को 5 sin 400 t दिया जाता है तो यदि डेरीवेटिव लें v2 100 cosine 400 t हो जाएगा तो इसका अर्थ है v2 N2 d ∅12 dt भी पता है जिसे हम जानते हैं लेकिन हमें यह v21000cos400 ओवर t मिला है रिफर स्लाइड टाइम 3203 तो अब इस मामले में v2 सबसटीटयुट यहाँ N2 नोन है और इसे इंटीग्रेट करना होगा तो 100cos400 t N2 1000 टर्नस है इसे d ∅12 d t or ∅1 2डिवाइडेड बाय 1000 दिया जाता है तो 10 टू डा पावर 3100cos400 t d t यदि इसे इंटीग्रेट किया जाए तो ∅1 2 के लिए 02510 टू डा पावर 3 sin 400 t वेबर होगा रिफर स्लाइड टाइम 3237 इसलिए ∅ मैक्स के लिए 02510 टू डा पावर 3 वेबर होगा यह ∅ मैक्स 025 मिली वेबर है तो है इसका मतलब है K जानें कि ∅1 2∅1∅1 टोटल फ्लक्स है और ∅1 2 अन्य कॉइल को लिंक करने वाला फ्लक्स है तो K वास्तव में ∅1 2∅1 or ∅2 1∅2 के बराबर है यानी ∅2 टोटल फ्लक्स और फ्लक्स 1∅2 1 है कॉइल L1 में ∅2 1 फ्लक्स लिंकेज है तो या तो K∅1 2∅1 या ∅2 1∅2 लिख सकते हैं यह भी कपलिंग कोफिसिएंट है यह उस स्लाइड को जानना चाहिए जिसे हमने पहले डायग्राम में देखा है∅1∅1 1∅1 2 इसका मतलब है K∅1 2∅1 या इसके विपरीत या वही फिलोसोफी लगा सकते हैं या ∅1 max∅1 2 max K पुट कर सकते हैं यहां से इस इकवेशन से ∅1 max∅1 2 max K लिख सकते हैं या ∅1 max∅1 2 max K लिख सकते हैं वही चीज़ मिल जाएगी 02505 मिली वेबर है तो K05 इसलिए ∅1 मैक्स 05 मिलीवेबर हैं तो यह प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है रिफर स्लाइड टाइम 3349 तो अब यह डायग्राम में दिए गए डॉट्स के लिए 5Ω रेसिस्टर में वोल्टेज निर्धारित करता है फिर कॉइल 1 में पोलरिटी को रिवर्स कर देते है और रिपीट करते है तो यह प्रॉब्लम दी गई है रिफर स्लाइड टाइम 3359 यह प्रोब्ल्र्म दी गई है कि K कपलिंग कोफ़ीसिएंट 088j दिया गया है तो इसे 5Ω रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का पता लगाने के लिए कहा गया है तो यह सब X L15Ω XL25Ω K कंप्यूटेड M √ ओवर L1L2 पर सब कुछ दिया गया है रिफर स्लाइड टाइम 3435 तो M फिर K तक इस बात तक मैं दिखा रहा हूं कि यह कंप्यूटर है रेस्ट है प्लीज इसे सोल्व करें मेरा सुझाव है कि प्लीज इसे सोल्व करें डॉट कन्वेंशन दिया गया है करंट डॉट को छोड़कर डॉट में इंटर कर रहा है इसका मतलब यह है कि जब यह लिखा जाता है कि इसी तरह की प्रॉब्लम को पहले की प्रॉब्लम में किया है इसलिए जब एस तरह की बात कर रहे हों तो दूसरे के लिए कंसीडर कर रहे हों तो यह लूप बड़ा हो जब उस समय पूरे के लिए कंसीडर करें तो देखें कि म्यूच्यूअल वोल्टेज के लिए रिपीटेशन होगा तो प्लीज इसे सोल्व करें मैं इसे सोल्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं जब यह वीडियो लेक्चर पढ़े इसे सोल्व करें और उस समय आंसर पूछें कि क्या सही आंसर मिला है या नहीं मैं सही आंसर दूंगा लेकिन सब कुछ फोरम में डाल दूंगा तो अब मेग्नेटिक सर्किट खत्म हो गया है अब मेरा सवाल यह है कि डीसी सर्किट सिंगल फेज एसी सर्किट 3 फेज एसी सर्किट रेजोनेंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और मैग्नेटिक सर्किट को सुनने की बात कब आएगी Glossary English Word Word Meaning next नेक्स्ट अगला case केस स्थिति moving मूविंग चल रहा actually एक्चुअली वास्तव base बेस आधार little bit लिटिल बिट थोडा सा maximum मैक्सिमम अधिकतम height हाइट ऊंचाई substitute सबसटीटयुट विकल्प other अदर अन्य determine डीटरमाइन निर्धारित करना through थ्रू माध्यम purpose पर्पस उद्देश्य